अगला इंटरफ़ेस जिसे हम देखेंगे वह एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर्स या एडीसी के लिए है जैसा कि आप जानते है कि वास्तविक दुनिया एनालॉग है हम माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रोकंट्रोलर के अंदर सिग्नल वैल्यू को डिजिटल टर्म्स में प्राप्त करने की कोशिश करते है और हम प्रोसेसिंग को डिजिटल टर्म्स में करते है तो वास्तविक दुनिया एनालॉग है जो सिग्नल आपको पर्यावरण से मिलते है वह एनालॉग है इसलिए प्रकृति से मिल रहे सिग्नल मूल्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ सुविधा की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम उन मूल्यों को पढ़ सकते है उदाहरण के लिए यदि आप किसी कमरे के तापमान को पढ़ रहे है तो भले ही वह किसी वोल्टेज में परिवर्तित हो आपको वोल्टेज की एक निरंतर श्रेणी मिलती है या यूं कहें कि यदि आप एक स्ट्रेन की गति या एक कन्वेयर बेल्ट की गति के प्रवाह की निगरानी कर रहे है तो यह भी एक निरंतर मात्रा है जो आपको मिल रही है लेकिन दुर्भाग्य से माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर डिजिटल है और वे इस एनालॉग डेटा को सीधे प्रोसेस नहीं कर सकते है इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस एनालॉग डेटा को कुछ डिजिटल मूल्यों में परिवर्तित करे तो ये उन चिप्स द्वारा किया जाता है जिन्हें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स या ADC कहाजाता है उनका उपयोग डेटा अक्विसिशन के लिए किया जाता है जो पर्यावरण से डेटा एकत्र करने के लिए होता है ट्रांसड्यूसर्स का उपयोग करके भौतिक मात्रा को विद्युत सिग्नल में बदल दिया जाता है तो ट्रांसड्यूसर यह कुछ उपकरण है जिनके द्वारा आप भौतिक डेटा को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर सकते है उदाहरण के लिए एक बहुत ही सरल ट्रांसड्यूसर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर या LDR है इसलिए यदि हम लाइट को डिटेक्ट करना चाहते है तो यह इस तरह की संरचना है यह केवल एक रजिस्टर हैलेकिन इस रेजिस्टेंस का मूल्य उस पर पड़ने वाले प्रकाश पर निर्भर करेगा तोविशिष्ट डिजाइन यह हो सकता है कि जब कोई रोशनी नहीं गिरती है तो यह रेजिस्टेंस का मूल्य इंफिनिटी या बहुत अधिक होता है और जब कुछ प्रकाश उस पर गिर रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा इस तरह आपके पास एक बहुत ही सरल डिजाइन हो सकता है तो आप एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाते है और यह LDR है तो यह कुछ सप्लाई वोल्टेज Vcc से जुड़ा है यह ग्राउंडेड है और इस बिंदु से मुझे मूल्य मिल रहा है फिर क्या होगा जब वहाँ प्रकाश नहीं है तो रेजिस्टेंस बहुत अधिक है तो आपको यहाँ वोल्टेज लगभग Vcc के बराबर मिलेगा इस उपकरण में से बहुत कम करंट प्रवाह होगा तो आपको वोल्टेज Vcc के आसपास मिलेगा लेकिन जब कुछ प्रकाश उस पर गिर रहा है तो यह रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और प्रकाश की मात्रा के आधार पर यह रेजिस्टेंस अलग अलग होगा इसलिए अगर मैं अधिकतम संभावना के लिए जाता हूं तो यह रेजिस्टेंस 0 के करीब होगा परिणामस्वरूप यह बिंदु लगभग ग्राउंडेड हो जाएगा तो आपको वहां लगभग 0 वोल्ट मिलेगा तो यह लाइट से परिवर्तित इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो सिस्टम पर गिर रहा है इस तरह से कई ऐसे ट्रांसड्यूसर है जैसे हमें यह प्रेशर ट्रांसड्यूसर मिला है फिर विभिन्न प्रकार के सेंसर्स गैस सेंसर और अन्य सेंसर जो हमारे पास है वे सभी ट्रांसड्यूसर नामक शीर्षक के अंतर्गत आते है अब ये ट्रान्सडूसर्स लीनियर हो सकते है या नॉन लीनियर हो सकते तो लीनियर ट्रान्सडूसर्स का अर्थ है की जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न होता है वह हमारे पास मौजूद एक्ससाइटेशन की मात्रा के अनुरूप होता है तो यह आइडियल ट्रान्सडूसर्स है जो मेरे पास है यदि इस तरफ एक्ससाइटेशन है और हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल वोल्टेज या करंट मिला है तो आइडियली मैं इस तरह एक सीधी लाइन रखना चाहूंगा यह 45 डिग्री पर नहीं हो सकती है पर यह कुछ हद तक सीधी लाइन है तो मेरे पास इस तरह का बेहेवियर हो सकता है लेकिन यह शायद ही कभी होता है और आम तौर पर हमें विभिन्न प्रकार के बेहेवियरमिलते है हो सकता है कि यह इस तरह का होगा इसलिए यह आवश्यक है कि हमें रेंज की पहचान करनी है और रेंज के आधार पर हमें किसी प्रकार का पीसवाइज लीनियरायज़ेशन या ऐसा कुछ करना है लेकिन अंततः मेरा मतलब है कि यह ट्रांसड्यूसर अकेले इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं है ट्रांसड्यूसर आउटपुट यह कुछ सर्किटरी के माध्यम से जाता है जिसे हम सामान्य रूप से लीनियरायज़ेशन सर्किटरी कहते है और इस लीनियरायज़ेशन सर्किटरी से यह कनवर्टर तक जाता है तो यह डेटा कन्वर्टर है जिसके बारे में हम अपने पाठ्यक्रम में बात करेंगे तो यह एनालॉग है यहां तक मुझे एनालॉग सिग्नल मिल गए है यह पर्यावरणीय एक्ससाइटेशन है जो ट्रांसड्यूसर प्राप्त कर रहे है तो यह कुछ एनालॉग मूल्यों का उत्पादन कर रहा है एनालॉग वैल्यू को लीनियर बनाया जाता है और फिर हमें यहां कुछ लीनियर एनालॉग मूल्य प्राप्त होते है लेकिन यह भी एनालॉग है तो अंततः यह डेटा कनवर्टर में चला जाता है और यहां आपको डिजिटल क्वान्टिटीज़ मिलती है वे डिजिटल क्वान्टिटीज़ है तो इन डिजिटल क्वान्टिटीज़ को माइक्रोप्रोसेसरों और माइक्रोकंट्रोलर्स द्वारा प्रोसेस्ड किया जा सकता है इसलिए हमारी चर्चा का हिस्सा इसी के आसपास है तो हम इस लीनियरायज़ेशन सर्किटरी के बारे में बात नहीं करते है इसे आप कुछ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम में पा सकते हैइसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे हम मानते है कि यह लीनियराइजड इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूल्य उपलब्ध है और फिर हम इसे एनालॉग मात्रा से डिजिटल मात्रा में बदलने जा रहे है तो जो डिवाइस ज्यादातर इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है उसे एनालॉग टू डिजिटल कनवर्टर या ADC के रूप में जाना जाता है इसलिए ADC में n बिट रिज़ॉल्यूशन जो कि 12n हो सकता है तो जैसे कि मैं कहता हूं कि यह ट्रांसड्यूसर कुछ वोल्टेज का उत्पादन कर रहा है अब कितना वोल्टेज अंतर यह डिजिटल में बदल सकता है जैसे अगर कहें किमुझे2 वोल्ट का कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल गया है मेरे अनुसार यह डिवाइस जो मेरे पास है यह ADC है यह कुछ आउटपुट का उत्पादन करता है मान लीजिए कि यह 4 बिट आउटपुट का उत्पादन करता है 0 1 0 0 फिर अगला निकटतम आउटपुट जो यह उत्पादन कर सकता है वह 0 1 0 1 है सिंगल LSB परिवर्तन है अब इस वोल्टेज में किस परिवर्तन के लिए यह इस सिंगल LSB परिवर्तन का उत्पादन कर सकता है तो यदि संबंधित अगला वोल्टेज 22 वोल्ट है जैसे कि 2 वोल्ट के लिए यह आउटपुट 1 है 22 वोल्ट के लिए आउटपुट यह 1 है तो मैं कह सकता हूं कि इसे 02 वोल्ट का रिज़ॉल्यूशन मिला है तो यह 02 वोल्ट के परिवर्तन को सेंस कर सकता है और इसे एक अलग डिजिटल मूल्य अगले डिजिटल मूल्य में परिवर्तित कर सकता है इसलिए सामान्य तौर पर मैं कह सकता हूं कि यदि आपके पास यहां मौजूद वोल्टेज की कुल रेंज V है और अगर यह ADC एक n बिट आउटपुट का उत्पादन कर रहा है तो आप समझ सकते है कि यह 2n विभिन्न मूल्यों काउत्पादन कर सकता है तो वे 2n मूल्य इस 2n विभिन्न वोल्टेज स्तरों के अनुरूप होंगे तो मैं कह सकता हूं कि V 2 n को इस ADC के रिज़ॉल्यूशन के रूप में लिया जा सकता है क्योंकि आइडियली यह पूरी रेंज समान रूप से विभाजित है तो यह नहीं है कि V को 5 वोल्ट के बराबर लिया है इसलिए ऐसा नहीं है कि 0 से 1 वोल्ट यह उन मूल्यों का उत्पादन करता है जो एक दूसरे के करीब है और 4 से 5 वोल्ट यह उन मूल्यों का उत्पादन करता है जो एक दूसरे से बहुत दूर है तो इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन जो lsb को बदलने के लिए आवश्यक है वह वोल्टेज मूल्यों के विभिन्न रेंज पर अलग होता है इसलिए यदि ऐसा हो रहा है तो हम वास्तव में उस स्थिति से खुश नहीं हैं क्योंकि तब इस रूपांतरण का उस पर अधिक विश्वास नहीं है इसलिए आइडियली मैं एक ऐसी प्रणाली रखना चाहूँगा जहाँ यह रेंज एक समान हो इसलिए उनमें से प्रत्येक को रेंज के भीतर उचित मूल्यों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे एक n बिट रिज़ॉल्यूशन मिला है और इस n बिट रिज़ॉल्यूशन में स्टेप साइज 12 n है और एक मात्रा है जिसे कन्वर्शन टाइम कहा जाता है जो रूपांतरण के लिए आवश्यक समय है तो ऐसा नहीं है कि एनालॉग वैल्यू में लगातार बदलाव होता है और फिर भी यह डिजिटल ADC उसी दर पर एनालॉग वैल्यू का पालन करेगा जो हो ही नहीं सकता है इसलिए आम तौर पर इन उपकरणों को इस रूपांतरण को करने में कुछ समय लगता है विभिन्न प्रकार के ADC है इसलिए हमें सरल सक्सेसिव अप्प्रोक्सिमेशन प्रकार मिला है जहां यह एक एक करके बिट्स को बदलता रहता है पहले यह lsb को बदलता है फिर परिणामी मूल्य के अनुरूप एनालॉग मूल्य से तुलना करता है और यदि यह पर्याप्त नहीं है तो यह फिर से अगले बिट को बदल देगा तो यह ऐसा ही करेगा तो हमें सक्सेसिव अप्प्रोक्सिमेशन टाइप मिला है फ्लैश टाइप है जहां यह रूपांतरण पैरेलल रूप से किया जाता है इसलिए सभी बिट्स को संभावित मूल्यों के लिए पैरेलल रूप से जांचा जाता है तो इस तरह हमें ADC के विभिन्न वर्ग मिले है उनमें से प्रत्येक के लिए कन्वर्शन समय अलग अलग होगा तो यह एक उदाहरण ADC 0804 है इसे बहुत सारी पिन्स मिली है इसलिए हम इन पिन्स पिन्स का नाम और उनके अर्थ के बारे में क्रमिक स्लाइड्स में देखेंगे तो इसे 8 बिट रिज़ॉल्यूशन मिला है तो वह n 8 बिट के बराबर है इसलिए यदि आप इस डायग्राम को देखते है तो आप देख सकते है कि इसे DB1 से DB 6 मिला है और यह DB 0 से DB 7 यह ADC आउटपुट है तो यह 8 बिट आउटपुट का उत्पादन कर सकता है तो n 8 के बराबर है कुल रिज़ॉल्यूशन 8 बिट है तो हमें यह 8 बिट रिज़ॉल्यूशन मिला है डिफरेंशियल एनालॉग वोल्टेज इनपुट डिफरेंशियल एनालॉग वोल्टेज इनपुट के लिए अगर हमें यह एनालॉग इनपुट वोल्टेज V और V मिला है तो यह डिफरेंशियल वोल्टेज उपयोगी है क्योंकि इसमें इनपुट में कम त्रुटि होगी जो हम प्राप्त कर रहे है इसलिए यदि आप ग्राउंड के संबंध में केवल एक ही इनपुट Vin दे रहे है तो इस तरह से त्रुटि की संभावना अधिक होगी जैसे अगर कुछ त्रुटि है जो दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है तो चूंकि ये पिन बहुत निकट स्थित है इसलिए अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या ऐसा कुछ है जो पिन नंबर 6 को प्रभावित करता है तो यह बहुत संभावना है कि यह पिन नंबर 7 को प्रभावित करता है तो इनपुट को 6 माइनस 7 के रूप में लिया जाता है इसलिए परिणामस्वरूप उन नोइसेस को रद्द कर दिया जाएगा कॉमन मोड नॉइज़ चले जाएगा तो यह डिफरेंशियल इनपुट होने का उद्देश्य है फिर 0 से 5 इनपुट वोल्टेज रेंज इनपुट की रेंज जो इसे एनालॉग से डिजिटल में बदल सकती है तो एनालॉग सिग्नल मूल्य 0 से 5 वोल्ट की रेंज में हो सकता है कोई 0 एडजस्टमेंट नहीं है कुछ ADC में एक पिन है जिसके द्वारा आप 0 एडजस्टमेंट कर सकते है इसका मतलब है कि यदि आप इनपुट पर 0 वोल्ट देते है तो संबंधित आउटपुट क्या है हम उम्मीद करते है कि आउटपुट भी 0 होना चाहिए तो 0 उस मामले के लिए न्यूनतम संभव मूल्य है जो आपके पास है इसलिए यदि आप वह देते है तो यह अपेक्षित है कि आउटपुट 0 होना चाहिए यदि ऐसा नहीं होता है तो एक समस्या है तो इस मामले में यह 0 एडजस्टमेंट सुविधा नहीं है बिल्ट इन क्लॉक जेनरेट होता है क्योंकि जब यह ADC काम कर रहा होता है तो इसे क्लॉक सिग्नल की आवश्यकता होती है इसलिए कुछ ADC के लिए एक बिल्ट इन क्लॉक सर्किट्री उत्पन्न होती है क्योंकि जब यह ADC संचालित होता है तो इसे क्लॉक सिग्नल की आवश्यकता होती है तो कुछ ADC के लिए बिल्ट इन क्लॉक सर्किट्री होती है जो क्लॉक को सीधे फ़ीड कर सकता है या आपके पास कुछ ADC हो सकते है जहां हमें उत्पन्न हुई कुछ क्लॉक को बाहरी रूप से कनेक्ट करना है हो सकता है कि क्लॉक माइक्रोकंट्रोलर से आ रहा हो या कुछ सर्किटरी से आ रहा हो सकता है कह सकते है टाइमर आधारित सर्किटरी से क्लॉक उत्पन्न होती है फिर Vref 2 वोल्टेज को छोटे इनपुट वोल्टेज स्पैन को पूर्ण 8 बिट रिज़ॉल्यूशन में बदलने के लिए बाहरी रूप से एडजस्ट किया जा सकता है तो यह पिन Vref 2 है इसलिए यदि आपकी इनपुट वोल्टेज की रेंज 0 से 5 वोल्ट या उससे कम की रेंज में नहीं है तो आप यहां कुछ मूल्य कनेक्ट कर सकते है जिससे आप कह सकते है कि मेरा इनपुट उसरेंज में नहीं है तो यह उससे कम होगा इस तरह से इसे सेट किया जा सकता है इसलिए इस मामले में हमारे पास पहली महत्वपूर्ण पिन CS जो चिप सिलेक्ट है तो चिप सिलेक्ट एक एक्टिव लो पिन है और इसका उपयोग ADC को सक्रिय करने के लिए किया जाता है इसलिए किसी भी अन्य डिवाइस जिसे हम माइक्रोकंट्रोलर से जोड़ते है एक चिप सेलेक्ट लाइन होनी चाहिए क्योंकि ADC से जो डेटाबस लाइन है वह इस माइक्रोकंट्रोलर के डेटाबेस को भी चलाएगी जिससे अन्य डिवाइस भी जुड़े हुए है इसलिए यह चिप सिलेक्ट लाइन ADC के सिलेक्ट होने से पहले कम होनी चाहिए फिर एक RDरीड पिन है तो यह इनपुट पिन है और यह एक्टिव लो है इसलिए ADC एनालॉग डेटा के रूपांतरण के बाद परिणाम को एक आंतरिक रजिस्टर में संग्रहीत करेगा और यह पिन ADC से डेटा प्राप्त करने में मदद करेगा तो इसलिए आप एनालॉग वोल्टेज अप्लाई करते है और ADC को इसे कन्वर्ट करने के लिए कहते है तो यह मूल्यको कन्वर्ट कर देगा लेकिन इसे तुरंत डेटाबस पर नहीं डाला जाएगा तो यह कुछ आंतरिक रजिस्टर में मूल्य को रखेगा ताकि उस रजिस्टर से डेटबस पर मूल्य को पढ़ाजासके इसलिए क्या आवश्यक है आपको इस रीड बार पिन को कम करना चाहिए ताकि आपको डेटाबस के लिए उस रजिस्टर में मूल्य मिल जाए इसलिए जब CS बार 0 या CS बार सक्रिय होता है तो एक हाई से लो पल्स रीड पिन को दी जाएगी और फिर D 0 से D7 पर डिजिटल आउटपुट आएगा तो यह रीड लाइन है इसके लिए हाई से लो पल्स की आवश्यकता होती है एक और पिन होता है जिसे राइट WR कहा जाता है यह भी एक इनपुट पिन और एक्टिव लो है और यह कन्वर्शन प्रक्रिया शुरू करता है तो कुछ प्रोसेसर में कुछ ADC में एक और पिन है जिसे स्टार्ट कन्वर्शन या SC के रूप में जाना जाता है तो इस विशेष ADC में आपके पास कोई अलग स्टार्ट कन्वर्शन लाइन नहीं है इसलिए हमें यह राइट लाइन मिल गई है जब हम इस राइट पिन पर लो से हाई ट्रांजीशन करते है तो यह ADC कन्वर्शन करना प्रारंभ कर देगा क्योंकि एक बार जब डेटा डाला गया है एक बार एनालॉग सिग्नल आ गया है तो इस माइक्रोकंट्रोलर को ADC को कन्वर्शन प्रारंभ करने के लिए बताना चाहिए अन्यथा उन सभी मूल्यों को परिवर्तित करने का कोई मतलब नहीं है जो एनालॉग लाइन पर आ रहे है इसलिए एनालॉग लाइन लगातार मूल्य बदल देगी क्योंकि यह पर्यावरण से आ रही है इसलिए यह लगातार मूल्य बदल सकती है माइक्रोकंट्रोलर उन सभी परिवर्तित मूल्यों को प्राप्त करने में रुचि नहीं ले सकता है इसलिए जब भी यह महसूस होता है कि मुझे संबंधित डिजिटल आउटपुट मिलना चाहिए तो इसे इस स्टार्ट कन्वर्शन Start conversion सिग्नल को सेट करना चाहिए या राइट सिग्नल परCS 0 के साथ लो से हाई ट्रांजीशन देना चाहिए फिर ADC कन्वर्शन प्रक्रिया शुरू होगी हमें क्लॉक इन मिल गया है यदि आपको बाहरी क्लॉक सोर्स मिल गया है तो आप इस क्लॉक को वहां की लाइन के पास जोड़ सकते है यह बाहरी क्लॉक सोर्स के रूप में कार्य करेगा जैसा कि मैंने कहा कि इस 0804 को आंतरिक क्लॉक सोर्स भी मिला है इसलिए अगर आपको लगता है कि मैं बाहरी क्लॉक के साथ काम कर रहा हूं तो आप ऐसा कर सकते है एक INTR पिन है जो आउटपुट पिन है और एक्टिव लो है जब कन्वर्शन समाप्त हो जाता है तो यह पिन लो हो जाएगा जब आप ऐसी स्थिति के बारे में सोचते है जैसे आपने एक ADC को एक माइक्रोकंट्रोलर के साथ जोड़ा है और आपने इस CS बार और राइट बार सिग्नल को दिया है और लो से हाई ट्रांजीशन दिया है तो यह परिवर्तित करना शुरू कर देता है अब ADC के प्रकार के आधार पर कन्वर्शन करने में कुछ समय लगेगा तो उस समय की अवधि में माइक्रोकंट्रोलर क्या करता है तो एक संभावना है कि माइक्रोकंट्रोलर लगातार जाँच करेगा कि क्या कन्वर्शन खत्म हो गया है या नहीं और दूसरी संभावना यह है कि माइक्रोकंट्रोलर यह कोई और काम करेगा और जब एनालॉग से डिजिटल कन्वर्शन किया जाता है तो यह माइक्रोकंट्रोलर को एक INTR सिग्नल देगा माइक्रोकंट्रोलर को इंटरप्ट सिग्नल देगा यह बताते हुए कि कन्वर्शन खत्म हो गया है तदनुसार यह विशेष लाइन 8051 से जुड़ी हो सकती है इसलिए यह INT 0 या INT 1 पिन से जुड़ा हो सकता है और तदनुसार यह आईएसआर के अनुरूप कूद जाएगा उस ISR में हम इस रीड बार लाइन को सक्रिय कर सकते है और तदनुसार हम इस परिवर्तित मूल्य की सामग्री प्राप्त कर सकते है तो ये अन्य पिन Vin प्लस और Vin माइनस है तो वे एनालॉग इनपुट है यह डिफरेंशियल इनपुट है तो सरलीकृत मामले में Vin माइनस ग्राउंड से कनेक्टेड है और Vin प्लस सिग्नल लाइन है तो हमें एनालॉग ग्राउंड मिला है जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और Vref रेफेरेंस वोल्टेज है हम रेफेरेंस वोल्टेज सेट करते है जब कनेक्टेड नहीं है तो डिफ़ॉल्ट रेफेरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट है यदि आप इस Vref 2 पिन को ओपन रखते है तो रेफेरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट होगा और जब यह कनेक्टेड होता है तो रेफेरेंस वोल्टेज 25 वोल्ट हो जाएगा तदनुसार आप इस पिन का उपयोग करके स्टेप साइज को कम कर सकते है इसलिए 0 से 5 वोल्ट परिवर्तित करने के बजाय यदि आप 0 से 25 वोल्ट रेंज को परिवर्तित कर रहे है तो क्या होगा यदि वही 8 बिट ADC है तो आपको डिजिटल मूल्यों में परिवर्तित किए गए समान 256 लेवल्स के इनपुट मिल रहे है तो अगर रेंज कम है इसका मतलब है आपका रिज़ॉल्यूशन अधिक होगा क्योंकि अब आपके पास एनालॉग वोल्टेज में कम रेफेरेंस हो सकता है जो कि lsb में परिवर्तन का उत्पादन करेगा इसलिए हमें यह Vref 2 पिन मिला है फिर एक डिजिटल ग्राउंड पिन dgnd है वह भी ग्राउंड से कनेक्टेड है और ये D0 से D7 ये आउटपुट डेटाबिट्स है फिर हमें क्लॉक को रीसेट करने के लिए क्लॉक R मिला है और यह एक Vcc पावर सप्लाई है यह ADC के लिए पावर सप्लाई है तोहमारे पास इस ADC के लिए है ये महत्वपूर्ण पिन है तो यह एक स्कीमैटिक डायग्राम है जिसमें हमने एक 8051 चिप को इस ADC 0804 के साथ जोड़ा है इस मामले में यह पोर्ट 1 डेटा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया गया है तो यह पोर्ट 1 इस LSB से जुड़ा है D0 P10 से जुड़ा है और यह D7 17 से जुड़ा है पोर्ट 3 का उपयोग अन्य सिग्नल्स जैसे चिप सीलेक्ट रीड राइट और इंटरप्ट के लिए किया गया है तो ये इस ऑपरेशन के लिए दिए गए सिग्नल्स है और इस Vin जैसे अन्य मूल्य को भी कनेक्ट किया है यह माइक्रोकंट्रोलर के लिए इनपुट है इस माध्यम से यह इस 10 किलो पॉट के माध्यम से इस ADC से जुड़ा हुआ है ताकि हम ADC को विभिन्न एनालॉग इनपुट मूल्यदेने के लिए इस पॉट की स्थिति को बदल सकें और यह ADC मूल्य को तदनुसार परिवर्तित करेगा यह Vin माइनस और यह एनालॉग इनपुट ग्राउंड एनालॉग ग्राउंड इसलिए वे सॉर्ट किए गए है और हमें यहां एक रेजिस्टेंस और एक कपैसिटर को कनेक्ट करना होगा उस क्लॉक जनरेशन सर्किटरी के लिए यह आवश्यक है तो यह सर्किटरी आंतरिक रूप से यह क्लॉक उत्पन्न करेगा तो यह सर्किटरी ऐसा करेगी तो Vref 2 कनेक्टेड नहीं है और सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट है इस साइड हमें यह IC 0804 ADC मिला है इस 8051 के साइड में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पोर्ट 1 का उपयोग डेटा बिट लाइनों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है पोर्ट 3 का उपयोग कंट्रोल सिग्नल देने के लिए किया जाता है और मान लें कि पोर्ट 0 में हमारे पास कई एलईडी जुड़े हुए है इसलिए यहां जो भी डिजिटल मूल्य प्राप्त किया जाएगा उसे पोर्ट 0 पर रखा जाएगा ताकि पोर्ट 0 पर आप संबंधित बिट पैटर्न को चमकते हुए देख सकें तो यह यहाँ किया जाता है इसतरह यह इंटरफेसिंग सर्किटरी है अब प्रोग्राम संरचना कुछ इस तरह होगी तो ORG ओरिजिन 00 H का मतलब है कि प्रोग्राम को लोकेशन 00 H से कम्पाइल किया जाएगा तो सबसे पहले इस P1 को इनपुट मोड में डालना होगा अगर आप इस पोर्ट P1 को देखें तो P1 इनपुट के रूप में D0 से D7 तक जुड़ा हुआ है तो P1 को परिवर्तित करना होगा P1 को इनपुट पोर्ट के रूप में कॉन्फ़िगर करना होगा तो यह यहाँ किया जाता है फिर हम इस चिप सेलेक्ट लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इसे 0 के बराबर कर देंगे तो यह P 37 को क्लियर करेगा तो यह इस CS बार लाइन को 0 के बराबर रख देगा फिर बिट P36 सेट करें तो यह इस रीड लाइन को हाई बनाएगा और P 35 को करेगा यह राइट लाइन को लो बना देगा फिर हमने सेट बिट 35 किया तो यह कन्वर्शन शुरू करने के लिए एक हाई पल्स राइट को दे रहा है इसलिए इस रीड लाइन को अब सेट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ADC की सामग्री परिवर्तित मूल्य को लोड करने के लिए रीड लाइन पर एक हाई से लो ट्रांजीशन की आवश्यकता होगी लेकिन कन्वर्शन शुरू करने के लिए हमें लो से हाई पल्स इस राइट बार पर राइट लाइन पर रखना होगा तो यह इस P 35 को क्लियर करके और फिर P 35 सेट करके यहां किया गया है अब हम इंतजार करते है जब तक INTR 0 के बराबर नहीं हो जाता है इसलिए यह JB जम्प ऑन बिट 34 WAIT है इसलिए यदि आप इस डायग्राम को देखें P 34 ADC से इंटेल लाइन से जुड़ा है तो इसे इंटरप्ट के रूप में प्रोग्राम किया जा सकता है लेकिन इस सैंपल प्रोग्राम में हमने ऐसा नहीं किया है इसलिए हम बस एक व्यस्त लूप पर इंतजार कर रहे है जब तक INTR 0 के बराबर नहीं हो जाता INTR 0 हो जाने के बाद यह अगले स्टेटमेंट पर आ जाएगा यह P 37 को क्लियर करेगायह चिप सीलेक्ट यह फिर से किया जाता है इसलिए हमने पहले ही P37 को क्लियर कर दिया है तो यह एक अतिरिक्त सावधानी हो सकती है इसलिए हम क्लियर P37 द्वारा CS बिट को क्लियर कर रहे है फिर हम P36 को क्लियर करते है जिससे रीड लाइन पर एकहाई से लो पल्स मिलती है इसलिए रीड लाइन पहले से सेट बिट 36 द्वारा हाई पर सेट की गई थी तो इसे हाई पर सेट किया गया था लेकिन यहां इसे क्लियर कर दिया है तो हमें रीड बार लाइन पर एक हाई से लो पल्स मिलती है उसके बाद डेटा डेटाबस पर उपलब्ध है तो यह ADC की D 0 से D 7 लाइन है यह परिवर्तित मूल्य युक्त है तो मुझे पोर्ट P 1 पर रीड करना है तो यहां MOV A P1 किया गया है जिससे डिजिटल डेटा अक्युमलेटर पर आ जाएगा अब हम इसे प्रदर्शित करना चाहते है डिस्प्ले भाग के लिए आप इन एलईडी के जुड़ने के तरीके को देखते है यदि यह P 10 1 के बराबर है तो इस LED को चमकाने के लिए मुझे A0 यहाँ डालना होगा इसी तरह अगर यह बिट 0 है तो मैं इस एलईडी को चमकाना नहीं चाहता तो तदनुसार मुझे इस बिंदु पर 1 का मूल्य रखना चाहिए तो इस तरह से आप देखते है कि हमें इस मूल्य के एक कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है जिसे हमने यहां से पढ़ा है ताकि संबंधित पैटर्न प्राप्त करने के लिए पोर्ट 0 पर रखा जा सके तो यह यहाँ ऐसा किया जाता है उस P1 पोर्ट सामग्री को अक्युमलेटर में प्राप्त करने के बाद हम A को कॉम्प्लीमेंट कर रहे है और यह कॉम्प्लीमेंट A बिट्स को कॉम्प्लीमेंट कर देगा तो सभी बिट्स कम्प्लीमेंटेड है और फिर MOV P0 A तो Mov P 0 A एलईडी के लिए डेटा को P0 में आउटपुट करेगा तो यह इस P 0 को आउटपुट देगा इसलिए यह पैटर्न P 0 पर जाएगा और फिर SJMP मेन होगा फिर से यहां जाएं इसलिए मुझे इस रीड लाइन को हाई बनाना है इस समय तक हम ADC से अगले डेटा को सैंपल करने के लिए तैयार है ताकि मुझे एक और RD सिग्नल देना चाहिए दूसरा राइट सिग्नल ADC को देना चाहिए इस प्रकार यहाँ पर रीड लाइन पर एक हाई से लो पल्स और राइटलाइन पर लो से हाई पल्स दी गई है और फिर यह कन्वर्शन करेगा तो इस प्रकार यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है कुछ मामलों में हमें यह INTR सिग्नल मिल गया है कुछ प्रोसेसर्स में आप पाएंगे कि यह इंटेल लाइन एन्डऑफ़ कन्वर्शन के रूप में भी जानी जाती है तो कई मामलों में आप इस पिन को एन्डऑफ़ कन्वर्शन लिखा हुआपाएंगे और यह राइट लाइन जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यह स्टार्ट कन्वर्शन है तो इस प्रकार के कन्वेंशन्स होते है इसलिए यदि आप एक अलग ADC को देख रहे है तो आप इन पिनों के नाम थोड़े अलग पा सकते है तो इस तरह आप ADC को कनेक्ट कर सकते है तो यह विशेष ADC यह एक सिंगलचैनल ADC है इसलिए केवल एक चैनल है जिस पर आप इस Vin इनपुट को फीड कर रहे है और यह इसे परिवर्तित कर रहा है तो कुछ ADC जैसे ADC 0808 की तरह इसमें अधिक संख्या में एनालॉग चैनल होंगे इसलिए सिंगल एनालॉग चैनल होने के बजाय इस चिप में कई एनालॉग चैनल हो सकते है तो इसमें कई एनालॉग चैनल हो सकते है तो ऐसे 4 एनालॉग चैनल कहे जा सकते है उन्हें AN 1 से AN 4 के रूप में नामित किया जाता है और फिर इसके अनुरूप कुछ सीलेक्ट लाइनें भी माइक्रोकंट्रोलर से आवश्यक होंगी तो आप बता सकते है कि आप इन सीलेक्टलाइनों को सेट करके किस एनालॉग चैनल को बदलने जा रहे है और तदनुसार कन्वर्शन किया जाएगा और परिवर्तित मूल्य डेटाबस पर उपलब्ध होगा तो इस तरह से हमें मल्टी चैनल ADC मिल गया है इसलिए इन्हें आमतौर पर मल्टी चैनल ADC कहा जाता है वे उपयोगी है अगर हमें कई एनालॉग मात्राएं डिजिटल मूल्य में परिवर्तित करने के लिए मिली है तो वे इसके लिए उपयोगी हो सकते है